यदि आप प्रदर्शन सत्र लक्ष्य दृढ़ता समय के दौरान हमारे द्वारा चर्चा की गई कुछ मापदंडों को ट्यून करना चाहते हैं तो बहुत सारी बातें जो हमने सही कही हैं इसलिए कैप्सूल में हमें प्रोटोकॉल और उन कठिन समस्याओं को समझें जो वर्तमान में RFID डोमेन में प्रचलित हैं एक कठिन समस्या जो मुझे होती है वह थ्रूपुट से संबंधित है दूसरी कठिन समस्या स्थानीयकरण से संबंधित है मैं कहूंगा कि ये 2 कठिन समस्याएं हैं और हमें इस RFID प्रोटोकॉल को समझने में कुछ समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप यह सोच सकें कि RFID डोमेन में इन 2 चुनौतीपूर्ण समस्याओं या कठिन समस्याओं को कैसे हल किया जाए तो आइए देखें कि हम इस थ्रूपुट के साथ कैसे शुरू कर सकते हैं और वहां से आगे बढ़ सकते हैं सबसे पहले जब हम RFID के बारे में बात करते हैं तो हम EPC Gen 2 EPC Gen 2 की बात कर रहे हैं बड़े वर्ग द्वारा 1 प्रकार के प्रोटोकॉल वर्ग 1 प्रोटोकॉल ईपीसी जनरल 2 वर्ग 1 प्रोटोकॉल अनिवार्य रूप से यह प्रोटोकॉल एक फ़्रेमयुक्त अलोहा के रूप में जाना जाता है इसे एफएसए भी कहा जाता है यह इसका उपयोग करता है एफएसए और बाइनरी ट्री बंटवारे एल्गोरिदम का पालन करता है क्या करना है मध्यम अभिगम नियंत्रण परत पर टकराव से बचने के लिए ऐसा क्यों होता है ऐसा तब होता है जब कई टैग एक ही स्लॉट में कई टैग का जवाब देते हैं यही समस्या है तो एक ही टाइम स्लॉट के जवाब के साथ 2 टैग्स क्या होता है और स्लॉट से मेरा मतलब टाइम स्लॉट है ठीक है यह वही होगा जो पाठक को मिलने वाले डेटा सिग्नल दोनों का मिश्रित होता है पाठक को पता नहीं है कि कैसे व्याख्या करना है और इसलिए इस टैग से आने वाले डेटा को दोनों टैग को छोड़ देना होगा क्योंकि यह सब कुछ ठीक नहीं कर सकता है ठीक है अनिवार्य रूप से यह थ्रूपुट अधिकार में नुकसान है इसलिए मैं यही कहना चाह रहा हूं कि यदि आपके पास बहुत बड़ी टैग आबादी हैऔर आप निश्चित प्रदर्शन उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो दिए गए समय के भीतर सभी टैग पढ़ने का काम सौंपा गया है ऐसा नहीं है की पूरी प्रणाली कितनी अच्छी तरह से पढ़े गए टैग्स को कवर कर रही है यह प्रशन है क्योंकि आपके पास टैग टकरा सकते हैं और न कि उस समय के दौरान कवर किए जा रहे सभी टैग जब आप दिए गए समय को पढ़ रहे होते हैं तो आप जानते हैं कि आप हमेशा दिए गए समय के संबंध में निर्दिष्ट कर रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं और लाखों और करोड़ों आइटम होते हैं जिन्हें टैग किया जाता है हो सकता है एक मिलियन आइटम जो टैग किए गए हों और आपको दिया जाता है हम कहते हैं कि आपको आधे घंटे का समय दिया और आपको बस उन सभी वस्तुओं की एक सूची देनी होगी जिन्हें वहां टैग किया गया है मान लें कि किसी तरह की समय सीमा दी गई है तो आपसे यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि सभी टैग दिए गए समय सीमा के भीतर पढ़ें और दिया जाए इसलिए जब तक आपके पास एक बहुत ही उच्च प्रदर्शन एल्गोरिथ्म नहीं है तब तक आप इन स्लॉट टैग के टकराने से समाप्त हो जाएंगे और तब आपको थ्रूपुट में नुकसान होगा इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि प्रोटोकॉल कैसे काम करता है और टक्करों को कम करने और इसलिए थ्रूपुट में सुधार करने के लिए हमारे पास क्या संभावना है तो हम एक अच्छी तस्वीर डालते हैं जो हमें इस बारे में बताएगी कि कैसे सिस्टम के थ्रूपुट में सुधार किया जा सकता है इसलिए वहाँ अनिवार्य रूप से यह तकनीक को बेहतर बनाने के लिए एक चुनौती है काफी कुछ तकनीकें हैं इसलिए हमें एक एक करके देखना चाहिए मैं एक चित्र बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि जिस तरह से प्रोटोकॉल वास्तव में काम करते हैं वैसे ही आपको दिखाते हैं तो मुझे जल्दी से इस प्रोटोकॉल को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहिए और मैं चाहता हूं कि आप इस तस्वीर को देखें यहाँ पाठकों का दृष्टिकोण है और यहाँ टैग दृश्य है अब मूल रूप से पाठक सभी टैग्स के लिए एक क्वेरी कमांड भेजता है और क्वेरी कमांड में कई पैरामीटर होते हैं जो अनिवार्य रूप से मिलर एन्कोडिंग पैरामीटर के बारे में बात करते हैं चाहे वह मिलर एन्कोडिंग 2 4 8 करना चाहिए या यह f 0 m एन्कोडिंग करना चाहिए और आवृत्ति के लिए आयाम बदलाव होता है जब यह एक आयाम बदलाव कुंजीयन करता है इन सभी मापदंडों के लिए आवश्यक आवृत्ति को क्वेरी कमांड में भेजा जाता है अब इसके जवाब में टैग पहले से ही संचालित हैं और टैग क्या करेगा और इसके अलावा निश्चित रूप से जैसा कि मैंने आपको K का उल्लेख किया है पूंजी K भी अनिवार्य रूप से फ्रेम आकार है यह अनिवार्य रूप से बड़ी संख्या में स्लॉट के बारे में बात करेगा जो टैग के लिए उपलब्ध हैं टाइम स्लॉट की संख्या जानता है जो इसे भेजने के लिए उपलब्ध है क्या आप 96 बिट ID जानते हैं अब 96 बिट ID अनिवार्य रूप से इससे पहले कि यह वास्तव में यहां से बाहर जा सकता है इसे पहले शुरू में 16 बिट यादृच्छिक संख्या भेजनी होगी और इसे हम आरएन 16 के रूप में कहेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं कि RN16 की क्वेरी समाप्त होने के तुरंत बाद और अगर कोई टक्कर नहीं है तो पाठक इन सभी RN16 यादृच्छिक संख्या को इन टैगों से स्वीकार करता है और यह डाउनलिंक दिशा में एक स्वीकृति के साथ प्रतिक्रिया करेगा स्वीकृति के जवाब में टैग वास्तव में उनकी 96 बिट ID को बाहर भेज देंगे क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें एक सफल स्वीकृति मिला है जिसका अर्थ है कि वे टकराए नहीं हैं और फिर यह पाठक के पास वापस चला जाता है और बदले में पाठक एक प्रतिक्रिया को वापस भेजेगा Q प्रतिनिधि जो अनिवार्य रूप से प्रतिक्रिया है यह सही मायने में RFID प्रोटोकॉल है जो RFID रीडर के बीच काम करता है और टैग सभी पढ़े जाते हैं सही है सभी टैग पढ़ने के बाद रीडर पावर डाउन करेगा यह लिखना बहुत आसान है लेकिन यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि सभी टैग वास्तव में सही पढ़ें तो जो महत्वपूर्ण है हम इन्वेंट्री राउंड के रूप में एक व्यक्तिगत फ्रेम और इन्वेंट्री चक्र के रूप में पावर डाउन पीरियड के बीच इन्वेंट्री राउंड की एक श्रृंखला का उल्लेख करते हैं तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जो आपको मेरी बात की सराहना करने की अनुमति देगा मैं आपको इस तरह से मंडलियां दिखाऊंगा मैं इस तरह से मंडलियां बनाऊंगा मैं यहां से आगे बढ़ना शुरू करूंगा और इसे यहां ठीक डालूंगा इस छोटे वृत्त में से प्रत्येक जो मैंने यहां दिखाया है उसे वास्तव में इन्वेंट्री राउंड कहा जाता है अनिवार्य रूप से इन्वेंट्री राउंड का पूरा सेट एक सर्कल बनाते हुए यह पूरी बात इन्वेंट्री चक्र के अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए एक बार जब यह तीर वापस यहां आ जाता है तो नीचे एक शक्ति होती है अब यह सभी हलकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के माध्यम से सभी को देखना आसान है 9 छोटे वृत्त जो मैंने दिखाए हैं जिन्हें अब हम इन्वेंट्री राउंड कहेंगे मैंने पहले ही आपका उल्लेख किया था यदि किसी इन्वेंट्री चक्र के भीतर टैग के लिए शक्ति है तो टैग के लिए शक्ति है यदि कोई टैग यहां असफल रहा तो इसे RN16 भेजें और इसके लिए ack प्राप्त करें RN16 है मैं कहूंगा कि RN16 को भेजने में असफल नहीं है लेकिन इसके लिए पावती नहीं मिल रही है क्योंकि टक्कर के कारण इसे बाहर भेजा जाता है यह यहाँ प्रयास कर सकता है या यदि यह यहाँ असफल है तो यह यहाँ ठीक करने का प्रयास कर सकता है इसलिए K इस इन्वेंट्री चक्र का पूरा भाग इस पूंजी K को फैला देता है इसका मतलब है हमारे पास स्लॉट की संख्या होगी ठीक है स्लॉट की संख्या जो पूरी इन्वेंट्री चक्र को कवर करती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप इस सही खींच सकते हैं जो अनिवार्य रूप से अंदर प्रत्येक दौर में एक एक व्यक्तिगत चक्र है तो यहाँ से यहाँ तक सब है यह नीचे सत्ता नीचे सत्ता है फिर से यहाँ एक शक्ति नीचे होगा तो सभी के माध्यम से शक्ति है इसलिए यदि मैं टैग करता हूं तो यदि मैं इसे एक इन्वेंट्री राउंड में नहीं बनाता हूं तो यह बार बार और बार बार कोशिश कर सकता है मूल रूप से इनमें से प्रत्येक सर्कल के आकार का आयाम भी बहुत छोटा सही बनाया जा सकता है आपके पास बहुत छोटे वृत्त हो सकते हैं और आपके पास बहुत बड़े वृत्त हो सकते हैं अनिवार्य रूप से एक तरह से आप कल्पना कर सकते हैं कि K को समायोजित किया जा सकता है परेशानी यह है कि अगर आपके पास एक बड़ा K है तो यह टैग के लिए अच्छा है क्योंकि वे बेस स्टेशन पर सफलतापूर्वक संवाद करने का अवसर ढूंढते रहेंगे लेकिन विलंबता धड़कन लेती है बड़े K के लिए विलंबता बढ़ जाती है तो इसलिए आपको K के एक बहुत बड़े मूल्य के बीच चयन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अभी भी एक अच्छा कवरेज करते हैं ठीक है यहां तक कि यह पता लगाने के लिए कि K का सही मूल्य क्या है आसान नहीं है और इसलिए साहित्य में बहुत सारे काम कई टुकड़ों में पीछे चले गए हैं जहां वे सही चुनते हैं K का मान ऐसा है कि टकराव अंत में 0 के करीब है मेरा मतलब है कि इन्वेंट्री चक्र के अंत में और सभी टैग सफलतापूर्वक हो गए होंगे और इसलिए सभी टैग सफलतापूर्वक वहाँ 96 बिट ID द्वारा पंजीकृत हो गए होंगे लेकिन RFID के इस क्षेत्र में असली चुनौती है RFID रीडर पर जहां टकराव से वसूली होती है और इसका अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि थ्रूपुट में सुधार करने के लिए यह एक चुनौती है मुझे आपको एक अच्छे पेपर की ओर इशारा करना चाहिए जो इस चुनौती के बारे में बात करता है और जिस पेपर का मैं सिर्फ टाइटल लिखूंगा मल्टी पैकेट रिसेप्शन मैक स्कीम्स फॉर RFID EPC Gen 2 प्रोटोकॉल लेखक डेनिलो D डोनो और अन्य हैं यह 2012 में IEEE द्वारा प्रकाशित किया गया था इसलिए इस पत्र में वास्तव में हम इस बारे में बात करेंगे कि टकराव से कैसे उबरता है कैसे थ्रूपुट में सुधार करें और मूल रूप से यह एक अच्छी चुनौती है और यही बात मैंने इस तथ्य के बारे में बताई है कि थ्रूपुट में सुधार से RFID सिस्टम की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन जाती है कम से कम अगर RFID रीडर 2 टैगों में से एक को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम है जो टकरा गए हैं तो यह पहले से ही एक सुधार अधिकार है इसलिए पाठक ने इस पेपर को देखा था या वास्तव में 2 नोड्स टकराने से कैसे उबरने के बारे में बात कर रहे थे इसके लिए कम से कम एक की आवश्यकता हो सकती है और फिर वे क्या करते हैं यह दिलचस्प है यदि आप रुचि रखते हैं तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आप RFID रीडर सॉफ्टवेयर चला सकें इसके अलावा केवल व्यावसायिक सॉफ्टवेयर खरीदने के अलावा हम खुले स्रोत से RFID रीडर का उपयोग कर सकते हैं और इसे सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो पर चला सकते हैं यूएसआरपी नामक एक प्लेटफॉर्म है आप इसे यूएसआरपी प्लेटफॉर्म पर चला सकते हैं कि चूंकि टैग पढ़ रहे हैं स्लॉट्स एक स्लॉट को बेतरतीब ढंग से उठाए गए स्लॉट उठा रहे हैं ठीक है उठाया स्लॉट्स आपके लिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यादृच्छिक संख्या जनरेटर यदि यह एक अच्छा है तो सही तरीके से टकराव को भी कम कर सकता है तो कुछ बहुत ही मानक एल्गोरिदम हैं विशेष रूप से एक जनरेटर है जिसे रैखिक बधाई जनरेटर LCG कहा जाता है LCG एक बहुत ही सामान्य छद्म यादृच्छिक संख्या जनरेटर है और इसका उपयोग ठीक किया जा सकता है तो यह एक महत्वपूर्ण बात है और यह कि मूल रूप से प्रोटोकॉल वास्तव में किस बारे में बात कर रहा है इसलिए दूसरी चुनौती जिसका मैंने आपसे उल्लेख किया है जो RFID के क्षेत्र में हृदय की समस्या है स्थानीयकरण की समस्या से संबंधित है यदि आप ध्यान से देखते हैं कि हमने दूसरे दिन किया था तो दूसरी बार जब आप देखेंगे कि 2 पैरामीटर उपलब्ध हैं तो एक है सिग्नल शक्ति संकेतक RSSI और दूसरी उपलब्ध जानकारी चरण से संबंधित थी किसी टैग का स्थानीयकरण करने के लिए इन 2 मापदंडों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है और कई कागजात साहित्य में दिखाई दिए हैं कि उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है यह पता चला है कि चरणबद्ध आधारित दृष्टिकोण RSSI की तुलना में बहुत बेहतर है लेकिन फिर भी बहुत सरल अनुप्रयोगों के लिए RSSI बहुत अच्छे लगते हैं बहुत मोटे स्थान के अनुमान के लिए RFID में यह एक महत्वपूर्ण समस्या क्यों है सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यदि आप RFID के लिए उपयोग के मामलों को लेते हैं तो इसका उपयोग हमें रसद के लिए गोदामों में करने के लिए किया जाता है और यह सब दवा उद्योग को लेते हैं जिसे आप एक गोदाम में ड्रग्स कहते हैं और आप उन सभी दवाओं की पहचान नहीं करने में रुचि रखते हैं जो वहां हैं लेकिन आप किसी विशेष दवा का पता लगाने में रुचि रखते हैं अब यह जानकारी केवल टैग ID पढ़कर आपको उपलब्ध नहीं होने जा रही है ठीक है यह सिर्फ यह कहेगा कि टैग मौजूद है और इसलिए यह खोदा मौजूद है जहां यह गोदाम में मौजूद है कभी भी आपके सामने नहीं आएगा क्योंकि कोई सरल तरीका नहीं है इसलिए हम स्थानीयकरण के लिए RFID का उपयोग कैसे कर सकते हैं हमने पहले से ही RFID के बारे में कुछ अच्छी बातों का उल्लेख किया है और यह शक्ति है बस फिर से RFID को फिर से भरने के लिए सेंसर के साथ इंटरफेस किया जा सकता है RFID का उपयोग स्थानीयकरण के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और RFID को त्वरित समय में पढ़ा जा सकता है और वहां चुनौती यह है कि टकराव को कम किया जाए और टकराव को कम किया जाए इसलिए कि कई सैकड़ों और हजारों टैग त्वरित समय में पढ़े जा सकते हैं और ऐसा है ये चीजें पहले से ही हैं तो आइए हम RFID में इस स्थानीयकरण चुनौती को समझते हैं लेकिन हम खुद को सिर्फ RSSI आधार पद्धति तक सीमित रखेंगे और यह आपको केवल स्थानीयकरण एल्गोरिदम के विवरणों पर नहीं जाने के बजाय स्थानीयकरण पर विचार करने के लिए है बस RSSI भाग पर सामान्य रूप से ध्यान केंद्रित करें यह RSSI लगभग सभी प्रकार के रेडियो ठीक पर उपलब्ध है BLE ब्लूटूथ कम ऊर्जा आपको दे सकता है RSSI वाई फाई RSSI के बारे में कुछ जानकारी फेंक सकता है RFID फिर से RSSI सेलुलर नेटवर्क अनिवार्य रूप से टेलीकॉम नेटवर्क वे आपको टेलीकॉम सेल नेटवर्क भी देते हैं वे भी आपको RSSI देते हैं तो इस बारे में कुछ है जो सिग्नल शक्ति प्राप्त करता है जिसका आप शोषण कर सकते हैं और यह देखने की कोशिश करें कि क्या आप किसी प्रकार का स्थानीयकरण कर सकते हैं मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जबकि यह संभव है कि RSSI की सीमाएँ श्रेष्ठ तरीकों के लिए जाने के संबंध में भी हैं जिन्हें हम स्थानीयकरण के उद्देश्यों के लिए संभावित हस्ताक्षर के रूप में चरण चुनते हैं आइए हम एक बहुत ही सरल तस्वीर लेकर शुरुआत करते हैं अनिवार्य रूप से यह और यह डॉट यहां भी इस तरह है 1 2 3 ट्रांसमीटर हैं मान लें कि 1 2 3 1 2 3 हैं जैसे हम कहते हैं कि ट्रांसमीटर हैं लेकिन जिनके मूल रूप से ट्रांसमीटर और रिसीवर हैं वे मूल रूप से ट्रांसीवर हैं लेकिन महत्वपूर्ण रूप से उनका स्थान ज्ञात है यह महत्वपूर्ण है सभी 3 के स्थान ज्ञात हैं इसका मतलब है वे निश्चित स्थानों में हैं वे ठीक स्थानों पर हैं चौथा नोड हमें बताएं कि यह नोड नंबर 4 मोबाइल नोड है यह नोड नंबर 4 है जो अनिवार्य रूप से एक 4 नोड है अब 2 आयामी तो आप क्या कर सकते हैं और लक्ष्य क्या है लक्ष्य निर्धारित करना है लक्ष्य 2 नोड संख्या के अनुमानित 2 आयामी स्थान का निर्धारण करना है आप 4 S स्थान में रुचि रखते हैं 2 आयामी स्थान अनिवार्य रूप से हम एक्स और वाई के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन अच्छी तरह से यह एक्स सौ से 3D भी हो सकता है और हम जेड और वह सब भी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इसके बारे में चिंता न करें तो बस 4D के स्थान की आवश्यकता को देखें अब स्थान का अनुमान मूल रूप से 4 से शुरू होता है स्थान का अनुमान पहला चरण है जो 4 है 4 क्या करना चाहिए यह है कि 4 को संचारित करना चाहिए संचारित करना चाहिए एक संकेत संचारित करना चाहिए जो पूर्व निर्धारित शक्ति के साथ एक संकेत संचारित करना चाहिए संचारित शक्ति 1 2 और 3 के लिए जानी जाती है याद रखें 1 2 3 ट्रांसमीटर हैं लेकिन रिसीवर भी वे 4 से संकेत भी प्राप्त कर सकते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है अब यह मानते हुए कि इन सभी 1 2 और 3 में सर्वदिशात्मक ऐन्टेना है इन सभी में omni दिशात्मक ऐन्टेना है उनमें से प्रत्येक को ठीक करें आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि r और नोड 4 की दूरी क्या है यह एक बहुत ही सरल प्रश्न है सब कुछ लिंक बजट समीकरण से आता है ठीक है P आर प्राप्त शक्ति संचारित है PR PT −10× n× log10 f −10 ×n× log10 r 30 × n−3244 इस समीकरण के बारे में चिंता ना करे यह बस कहते हैं कि प्राप्त शक्ति कुछ भी नहीं है लेकिन संचरित शक्ति PT यह एक संचरित शक्ति है नोड 4 के dBm में फिर से वही है जो हमने कहा है कि इसे पूर्वनिर्धारित शक्ति के साथ संचारित करना चाहिए जो कि पूर्वनिर्धारित शक्ति PT है PR कुछ भी नहीं है लेकिन संकेत शक्ति प्राप्त है PR कुछ भी नहीं है लेकिन प्राप्त सिग्नल की शक्ति RSS निश्चित नोड स्थान पर है f क्या संचरित संकेत आवृत्ति f है जो मेगाहर्ट्ज़ में संचरित संकेत आवृत्ति है मूल रूप से यह मेगाहर्ट्ज़ में है यह मेगाहर्ट्ज़ में है एन क्या पथ हानि घातांक है यह N प्रत्येक प्रौद्योगिकी का पथ हानि प्रतिपादक है और प्रत्येक प्रणाली में ये संख्याएँ होंगी और मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा मूल रूप से यह आपको दूरी वर्ग कानून के बारे में बता रहा है अनिवार्य रूप से दूरी वर्ग कानून के शीर्ष पर बनाता है n पथ हानि घातांक है और r मीटर में यह दूरी है अब आप इसे बहुत प्रभावी ढंग से निम्नलिखित तरीके से उपयोग कर सकते हैं नोड 1 लें आप नोड 4 से दूरी r1 का अनुमान लगा सकते हैं यह नोड 1 और 4 के बीच से दूरी r1 है और नोड 4 r1 है यह दूरी सही है RSS का उपयोग करते हुए तो आप इस तरह से एक RSS प्राप्त करें नोड 1 द्वारा किए गए एकल माप से केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नोड 4 उस परिधि पर स्थित है क्या आप सहमत हैं यह उस परिधि पर स्थित है तो हम इसे जल्दी से दिखाते हैं यह उस पर स्थित है परिधि आप कह सकते हैं कि ठीक है आप OOPs कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि OOPs नहीं करना चाहते इसे उठते रहने का यह एक अच्छा तरीका नहीं है आप ऐसा कह सकते हैं केवल यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह एक सर्कल के परिधि पर है त्रिज्या r1 के साथ नोड 1 पर केंद्रित है मैंने इसे ठीक से नहीं दिखाया है लेकिन इसके लिए मुझे क्षमा करें हमें इसे केंद्र के साथ दिखाना चाहिए ठीक है यह केंद्र कुछ ऐसा है अब आप क्या कर सकते हैं आप सरल यूक्लिडियन अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं यूक्लिडियन दूरी की अभिव्यक्ति और हम एक बहुत ही सरल तरीके से लिख सकते हैं X1 − X4 2Y1 −Y4 2 r12 मुझे आशा है कि आप सराहना करेंगे कि यह X1 Y1 में स्थित है और यह X4 Y4 यह विचार है सही है X4 Y4 2 आयामी केवल हमने लिया है इसी प्रकार आप इस r1 2 को बाएं हाथ की तरफ से ले जा सकते हैं और इसे 0 के बराबर बना सकते हैं और हम सभी इसे ले सकते हैं और इसे 0 के बराबर कर सकते हैं आप अन्य समीकरणों को भी प्राप्त कर सकते हैं आप X2 Y2 के लिए प्राप्त कर सकते हैं और X3 Y3 आपको मिल जाएगा r1 r2 और r3 I r12 r22 r32 आप उन्हें एक अच्छे मैट्रिक्स प्रतिनिधित्व में नीचे रख सकते हैं Ax B और यह काफी सरल है इसलिए आदर्श परिदृश्य में जो हम कह रहे हैं वह आपको करने में सक्षम होना चाहिए तो मूल रूप से निर्देशांक X4 Y4 की एक जोड़ी होगी जो इस समीकरण को संतुष्ट करती है तो एक जोड़ी होगी ठीक है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो मैं लिखूंगा कि नीचे एक जोड़ी होगी X4 Y4 निर्देशांक की एक जोड़ी जो इस समीकरण को संतुष्ट करती है और वह सब है जिसे आपको जानना चाहिए करने की आवश्यकता है यदि यह इस समीकरण को संतुष्ट करता है कि X4 Y4 नोड 4 का स्थान है जो कि सभी है और नोड्स के सापेक्ष स्थान को निर्धारित करने का यह तरीका वास्तव में ट्राइलेटरेशन ट्रिलाटरेशन कहलाता है मुसीबत आपको पता है आपको X4 Y4 कभी भी बहुत सटीक रूप से नहीं मिलेगा समस्या यह है कि इसमें उतार चढ़ाव होता है तो यह वास्तव में X4 Y4 है जो वास्तव में RSSI की सबसे बड़ी सीमा है अन्य हैं पर फिक्स करने के लिए RSSI विधियों का उपयोग करना बहुत कठिन है इसलिए यह अनुमानित दूरी को प्रभावित करने वाली सटीकता को प्रभावित करता है अनुमानित दूरी को प्रभावित करता है शायद अनुमानित दूरी को इस तथ्य के कारण प्रभावित किया जाता है कि सिस्टम द्वारा प्रदान की गई आरएसएसआई के माप में बहुत अधिक अशुद्धि है इसलिए आप यह भी विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वास्तव में आरएसएस जो पढ़ता है वह वास्तव में वही है जो उसे होना चाहिए क्योंकि तब आपका समीकरण इस समीकरण को संतुष्ट करना मुश्किल है तो आम तौर पर आप क्या कहेंगे कि श्रेणी निर्धारण त्रुटि से जुड़ी एक निश्चित त्रुटि है श्रेणी अनुमान त्रुटि है जो श्रेणी आकलन त्रुटि है आखिरकार हम आपको किस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं हम जो कह रहे हैं वह प्रतिबिंबों के कारण है धातु के माध्यमों में परावर्तन के कारण जहां भी आपके पास पाठक टैग वातावरण होता है वह सब आपको एक स्थिर RSSI पढ़ने में नहीं देता है तो आपको कभी भी एक स्थिर RSSI मान नहीं मिलेगा और अगर हमें स्थिर मूल्य नहीं मिलता है तो इस समीकरण को संतुष्ट करने का कोई तरीका नहीं है और एक त्रुटि ठीक होने वाली है इसलिए व्यावहारिक रूप से RSSI का उपयोग मुश्किल है यह एक बात है एक और कारण है जिसे मुझे इसे खत्म करने दें इसलिए यह एक हिस्सा है कि RSSI कठिन क्यों है लेकिन फिर ऐसे तरीके हैं जिससे आप आमतौर पर क्या करते हैं आप वास्तव में कहते हैं कि यह बराबर है यह इस स्थिति को शून्य के बराबर संतुष्ट करता है लेकिन आप शायद ऐसा कह सकते हैं यह कुछ त्रुटि को पूरा करता है प्रत्येक नोड से माप में और आप क्या करते हैं आप कोशिश करते हैं और कुछ वर्ग करते हैं मूल रूप से यह e12e22e32 कुछ भी नहीं है लेकिन वर्ग त्रुटि वर्ग त्रुटि जो कुछ भी नहीं है लेकिन e12 e22 e32 है और फिर आप कहते हैं कि लक्ष्य स्थान का अनुमान है कि यह इस त्रुटि वर्ग त्रुटि को कम करता है अब आप लक्ष्य को संशोधित करते हैं लक्ष्य को संशोधित किया जाता है और अब आप आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं करूँगा क्योंकि मुझे इसमें RSSI की समस्या है क्योंकि यह कई कारणों से माप सटीकता है मैं अब लक्ष्य को संशोधित करूंगा और नया लक्ष्य अब अनुमान लगाने वाला हो जाता है कि हमें इस X4 Y4 को ढूंढना है जो कि X4 Y4 को खोजने के लिए कम से कम होता है जो वर्ग त्रुटि को कम करता है यह सब आप कर सकते हैं आप इसे 0 पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो कि बिंदु ठीक है मुझे आपको कुछ अन्य कारणों से बताना चाहिए कि RSSI एक अच्छा विचार क्यों नहीं है यह इसलिए है क्योंकि ये आपके पास हो सकता है क्योंकि ये सभी कम लागत और सस्ते हार्डवेयर है क्योंकि वे कम लागत और सस्ते हार्डवेयर हैं आप हार्डवेयर त्रुटियों को ठीक कर सकते हैं और ये हार्डवेयर त्रुटियों अलग अलग टैग्स पर विभिन्न RSSI पढ़ सकते हैं आपके पास अलग अलग RSSI हो सकते हैं इसलिए RSSI उसकी वजह से हो सकता है एक और चीज़ एंटीना है आपने क्या माना आपने यह मान लिया कि यह ऐसा है विकिरण पैटर्न को देखें और हमने जो कहा उसे वापस लें आप कैसे सुनिश्चित हैं कि एंटीना का ध्रुवीकरण क्या है आपको अच्छे टैग पढ़ने की उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक टैग रीड की उम्मीद करेंगे यदि ऐन्टेना पैटर्न विकिरण पैटर्न परिपत्र परिपत्र विकिरण परिपत्र ध्रुवीकरण क्षमा करें परिपत्र ध्रुवीकरण परिपत्र ध्रुवीकरण का मतलब है कि आपको अधिकतम संख्या में सफल टैग रीड की अधिकतम संख्या मिल जाएगी यहां RSSI के संबंध में यह चुनौती नहीं है चुनौती यह है कि आपको बहुत सारे टैग पढ़ने को मिलेंगे लेकिन प्रत्येक बार जब आप RSSI को पढ़ते हैं तो प्रत्येक बार आप संबंधित टैग को पढ़ते हैं तो RSSI में उतार चढ़ाव होता है यह वास्तव में चुनौती है इसलिए और विभिन्न कारणों से ऐसा क्यों है मुद्दा और विकिरण पैटर्न आप कभी नहीं मान सकते हैं कि विकिरण पैटर्न वास्तव में ओमनी दिशात्मक है आप कभी भी इस बारे में कोई धारणा नहीं बना सकते हैं कि आप कैसे सुनिश्चित हैं कि शायद यह एक लोब है जो एक दिशा में काफी थोड़ा विस्तार कर रहा है लेकिन दूसरी दिशा में लोब शायद बहुत अधिक नहीं बढ़ रहा है फिर किस स्थिति में इसमें RSSI पढ़ने से संबंधित समस्याएँ हो सकती हैं यह तो हुई एक बात तब तो मैंने ओमनी दिशात्मक के बारे में उल्लेख किया इतना विकिरण पैटर्न इसलिए विकिरण पैटर्न सिग्नल की शक्ति को प्रभावित करता है और इसलिए RSSI को ठीक से प्रभावित करेगा तो बाहर का रास्ता क्या है कुछ अगर आप यह सवाल पूछते रहते हैं कि बाहर जाने का तरीका क्या है तो आरएसएसआई को जितनी संभव हो उतनी रीडिंग मिलें अधिक से अधिक RSSI रीडिंग को अधिक से अधिक RSSI रीडिंग के रूप में पढ़ें और फिर आप ले तो आप एक लंबी अवधि में वृद्धि करते हैं कई बार किसी तरह से आप त्रुटि को कम करते हैं प्रयोगों के साथ दोहराते हैं इसे समय की लंबी अवधि के लिए पढ़कर और फिर कुछ पैटर्न का अवलोकन करते हैं और फिर किसी तरह आप त्रुटि को कम करते हैं इसलिए स्थानीयकरण के उद्देश्य के लिए अभी भी निरंतरता का उपयोग करके RSSI का उपयोग करने का एक तरीका हो सकता है फिर अन्य तरीके हैं अन्य सैद्धांतिक दृष्टिकोण सैद्धांतिक दृष्टिकोण हैं और बहुत लोकप्रिय रूप से रे ट्रेसिंग रे ट्रेसिंग विधियां नामक कुछ चीजें हैं जिनके द्वारा आप आसपास के सामग्रियों के इनडोर पर्यावरण तल योजना प्रतिबिंब गुणांक का अनुमान लगाते हैं और आप जितना संभव हो उतना अन्य जानकारी का उपयोग करें और उस पुट का उपयोग करें जो उस सब का उपयोग करें और फिर RSSI मान को ठीक करने के किसी तरीके पर पहुंचें इसलिए यह संक्षेप में है कि आप RSSI के संबंध में क्या कर सकते हैं अंत में आपको यह भी पता होना चाहिए कि टैग स्थानीयकरण के उद्देश्य के लिए अधिकांश RFID पाठकों से उपलब्ध चरण अच्छा हस्ताक्षर प्रतीत होता है मैं आपको टैग के चरण से क्या मतलब है इसकी एक तस्वीर दिखाता हूं और इसके साथ हम इस चरण को निकालने के तरीके के बारे में थोड़ा बेहतर समझेंगे कि चरण का उपयोग कैसे करना है यह पाठक द्वारा हर बार पढ़ने के पहले से ही उपलब्ध है एक टैग और उस चरण का उपयोग कैसे करें कि हम इसे स्थानीयकरण के लिए उपयोग कर पाएंगे इसलिए हमने कहा कि टैग स्थानीयकरण के उद्देश्य के लिए चरण एक अच्छा हस्ताक्षर है हमें यहां देखें इस तस्वीर में मैंने जो किया है मैंने आपको एक पाठक दिखाया है यह RFID रीडर है यह टैग है इस तरफ टैग का उपयोग करें यह टैग है और यह पाठक है वे कुछ दूरी r द्वारा अलग हो गए हैं और एक लहर जो ट्रांसमीटर एंटीना एंटीना RFID रीडर एंटीना से यात्रा करती है यात्रा करने के लिए सभी तरह से जाती है यह दूरी r और वापस दूसरी दूरी आर बिखरी हुई हो जाती है तो 2 r कुल दूरी है जिसे मैंने इस बिंदीदार रेखा से दिखाया है यह इंगित करने के लिए कि यह वास्तव में वापस बिखरा हुआ है यह महत्वपूर्ण है टैग डेटा को वापस बिखेर रहा है ठीक है क्योंकि इसमें बैटरी नहीं होती है जब हम कहते हैं कि बैटरी मैं कह रहा हूं कि यह मूल रूप से 3 प्रकार के टैग हैं सही कुछ ऐसे सक्रिय टैग कहलाते हैं जिनमें निष्क्रिय टैग होते हैं और बैटरी असिस्टेड निष्क्रिय टैग होते हैं इनमें अनिवार्य रूप से बैटरियां होती हैं और वे RFID टैग्स की एक और श्रेणी होती हैं कृपया ये समझने के लिए उन्हें ध्यान से देखें कि ये टैग अलग अलग कैसे हैं इसलिए मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि आपके द्वारा नोट किए जाने के 3 अलग अलग प्रकार के टैग हैं इसलिए इस मामले में मैंने जो कुछ भी लिया है वह पूरी तरह से निष्क्रिय टैग है और यह जानकारी का बैक स्कैटर कर रहा है बहुत अच्छा जैसा कि आप जानते हैं कि यह लंबोदर λ केवल λ c f द्वारा दिया गया है c प्रकाश का वेग है f ऑपरेशन की आवृत्ति है और यह लैम्ब्डा सही है इसलिए अनिवार्य रूप से कुल चरण θ और कुछ नहीं है यहाँ θTθR और यह थीटा और कुछ नहीं है लेकिन चरण रोटेशन चरण रोटेशन है ट्रांसमिशन करते समय आपको θT मिलता है और जब आप प्राप्त कर रहे होते हैं तो आपको θR मिलता है और टैग में ही चरण रोटेशन के रूप में एक थीटा टैग होगा θTθR पाठक पक्ष में खुद को प्रकट करेगा जबकि आप जिस टैग टैग से प्रकट होते हैं क्यों नहीं चरण आधारित स्थानीयकरण के बारे में अच्छी बात है चरण ही एक आवधिक कार्य है जो 2 pi रेडियन अवधि के चरण मूल्यों को निश्चित रूप से दूरी पर दोहराएगा एक आधा वाहक इन्फ्रा वेवलेंथ के पूर्णांक गुणकों द्वारा अलग किए गए ums लेकिन यह है लेकिन आप कर सकेंगे क्योंकि यह तथ्य कि यह एक आवधिक कार्य है चरण के साथ स्थानीयकरण को पूरा करने के लिए स्थानीयकरण करना आपके लिए बहुत अधिक स्थिर है और मैं आपको फिर से पेपर बैक बैक और 3D इन्सार जैसे पेपर पर इंगित करूंगा जो अनिवार्य रूप से चरण आधारित दृष्टिकोण के उपयोग पर बनाते हैं और RFID टैग के बहुत सटीक स्थानीयकरण के लिए स्थानीयकरण का उपयोग करते हैं और करते हैं आपके पास ऐसे तंत्र हो सकते हैं जहां आप एकल एंटीना का उपयोग कर सकते हैं या आप कई एंटीना का उपयोग कर सकते हैं जब आप कई एंटेना केस में जाते हैं तो यह RSSI के समान काफी सरल होता है जहाँ हम 3 नोड्स रिसीवर नोड्स और एक दिखाते हैं और आप चौथे नोड के स्थान को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं यह बहुत समान है ठीक है आप मूल रूप से कई ऐन्टेना का उपयोग करते हैं और आप इस एकाधिक ऐन्टेना से चरण की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और फिर आप एक ट्रिलाटेशन समकक्ष करते हैं और सरल ज्यामितीय तकनीकों का उपयोग करते हैं और आप ऐसा कर सकते हैं और मूल रूप से आप एक चरण कर सकते हैं जिसे आप देख सकते हैं चरण का उपयोग कर टैग एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि आप एक एकल एंटीना का उपयोग कर सकते हैं और स्थानीयकरण का भी प्रयास कर सकते हैं इसलिए ये कागज अनिवार्य रूप से हाल ही में प्रकाशित लेख हैं जहां वे चरण आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके RFID टैग के स्थानीयकरण के बारे में चर्चा करते हैं यह समस्याओं का एक बहुत समृद्ध क्षेत्र है और लोगों को देखने के लिए रोमांचक समाधान उपलब्ध हैं जब वे चरण का उपयोग करते हैं और वास्तव में बहुत स्थिर स्थानीयकरण संभव हैं वास्तव में बैक पॉज़ का कहना है कि यह टैग को 125 सेंटीमीटर की सटीकता के लिए स्थानीयकृत कर सकता है जो कई अनुप्रयोगों के लिए बहुत अच्छा है इसलिए मोटे तौर पर RFID टैग के साथ स्थानीयकरण चुनौती क्या है